अब हम उन दिनों की संख्या ज्ञात करेंगे जब बैटरी ऑटोनॉमस रूप से कार्य करती है तथा उन दिनों की संख्या भी ज्ञात करेंगे जब बैटरी को ऑटोनॉमस ऑपरेशन के दौरान हुए चार्ज लॉस की पूर्ति करने के लिए रिचार्ज करना होता है इस ग्राफ पर गौर करें जहां x अक्ष पर समय घंटों में नहीं बल्कि दिनों में है इस एक्सिस को हम इस तरह से अलग अलग खंडों में विभाजित करना चाहते हैं ताकि प्रत्येक खंड एक दिन को दर्शाए जैसे 1 2 3 4 k k1 इत्यादि इस प्रकार यह दिनों की संख्या है अब हम उन एक दूसरे से लगे हुए दिनों को देखते हैं जब सूर्य से प्राप्त होने वाली पावर शून्य है ऐसा तब हो सकता है जब उस स्थान पर बहुत अधिक बादल हों अथवा मानसून का मौसम हो उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि ऐसे दिनों की संख्या दो है सामान्यतः ऐसा हो सकता है कि सूर्य से पर्याप्त पावर लगातार कई दिनों तक प्राप्त न हो तो उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं कि उन दो दिनों में बहुत बादल होने से सूर्य से प्राप्त होने वाली पावर शून्य है हम इसका ध्यान कैसे रखेंगे हम कहते हैं उन 2 दिनों में जब कोई सन पावर नहीं है तब संपूर्ण लोड बैटरी के द्वारा ही वहन किया जाएगा तो ये वो एक दूसरे से लगे हुए दिन हैं जब लोड संपूर्ण रूप से बैटरी के द्वारा ही वहन किया जाएगा पीवी अथवा सोलर का कोई सहारा नहीं होगा इन दिनों के ऑपरेशन को ऑटोनॉमस ऑपरेशन कहा जाता है यहाँ ऑटोनोमस का अर्थ है बिना सोलर अथवा पीवी की सहायता के स्वायत्त रूप से कार्य करना इसका अर्थ यह है कि बैटरी की रेटिंग ऐसी होनी चाहिए कि वह उस स्थान की आवश्यकता के अनुसार लोड को इतने दिनों के लिए सपोर्ट कर सके तो इसे हम डेज आफ ऑटोनॉमी कहते हैं तथा इसे na से निरूपित करते हैं स्वाभाविक रूप से ऑटोनॉमस ऑपरेशन के दिनों के पश्चात बैटरी काफी हद तक डिस्चार्ज हो चुकी होगी तथा इसे पुनः चार्ज करने की आवश्यकता होगी आने वाले दिनों में जबकि सूर्य पुनः उपलब्ध है पीवी को बैटरी को रिचार्ज करना होगा और संभव है कि यह काम एक दिन में न हो सके क्योंकि ऐसा करने के लिए आपको पीवी पैनल को ओवर रेट करना होगा जो कि काफी महंगा हो सकता है इसलिए डेज आफ ऑटोनॉमी के पश्चात आपको कई दिनों तक बैटरी को रिचार्ज करते रहना पड़ सकता है तो मान लेते हैं हमारे पास कुछ दिन हैं जिनमें बैटरी को रिचार्ज किया जाना है ऑटोनोमस ऑपरेशन में खोए गए चार्ज की पूर्ति करनी है हम इसे डेज ऑफ़ रिचार्ज कहेंगे तथा इसे nr से निरूपित करेंगे सामान्य रूप में na 0 होगा अर्थात डेज ऑफ ऑटोनोमी 0 होंगे जिसका अर्थ है कि पीवी पैनल अथवा पीवी सोर्स लोड के लिए प्रतिदिन अपना योगदान दे रहा होगा ऑटोनॉमस डेज उन समीपवर्ती दिनों की संख्या है जब पीवी लोड को सप्लाई देने की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता सामान्यतः na 0 होगा जिसका तात्पर्य यह है कि पीवी अवश्य ही लोड के लिए अपना योगदान देता है nr भी प्रायः 0 होगा याद करें यह उन दिनों की संख्या है जब बैटरी को ऑटोनॉमस ऑपरेशन के कारण हुए चार्ज की क्षति की पूर्ति के लिए रिचार्ज करना होता है ऑटोनॉमस ऑपरेशन का अर्थ है कि उन दिनों बैटरी अकेली ही लोड को सप्लाई प्रदान करती है इस प्रक्रिया में पीवी भाग नहीं लेता इस प्रकार हमें na तथा nr को परिभाषित करने की आवश्यकता होती है इन दोनों का मान हम प्रायः 0 लेते हैं